नमस्कार मैं आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी हूं और मैं आपके साथ प्रबंध सेवाओं और आज की दुनिया में समकालीन मुद्दों और सभी व्यवसायों के लिए एक दर्शन के रूप में सेवा के नए प्रतिमान के बारे में चर्चा कर रहा हूं पिछले सत्र में हम सेवा व्यवसाय द्वारा समस्याओं या चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे क्योंकि सेवा की अमूर्त प्रकृति के कारण एक ही सेवा उदाहरण और अविभाज्यता और पेरिशैबिलिटी विनाशशीलता के मुद्दों पर उपभोक्ता प्रतिक्रिया की विषमता के कारण हमने अंतिम सत्र चुनौतियों की प्रकृति और हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो किसी तरह से स्पर्श बिंदुओं की एक श्रृंखला के माध्यम से बनाना है और सेवा प्रवाह की हमारी समझ अनुभव के अंत में एक अच्छी भावना है एक सेवा की अच्छाई के बारे में दूसरों से बात करने के लिए हमें प्रेरित करेगा वह रेफरल वह वकालत एक ओर सुनिश्चित करता है उसी ग्राहक से व्यापार दोहराता है सेवा व्यवसाय में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवा व्यवसाय कुछ अन्य बड़े पैमाने पर विनिर्माण व्यवसायों की तुलना में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी है क्योंकि सेवा व्यवसाय में प्रवेश बाधा अक्सर कम होती है और एक सेवा व्यवसाय में अच्छी चीजें जल्दी से अनुकरण की जा सकती हैं इसलिए अंतत यह सेवा उपभोक्ता के सकारात्मक अनुभव की वास्तविकता है जो अमूर्तता और विषमता की चुनौती के प्रबंधन के मूल में है आदि ताकि हम अपने ग्राहकों को अपने व्यापार भागीदारों हमारी सेवा के सह रचनाकारों में बदल सकें इसलिए IHIP चुनौती के जवाब में दो प्रमुख बिंदु यह हैं कि हमें स्पर्श बिंदुओं पर मूर्त सुराग प्रदान करना है जो सेवा प्रदर्शन के बारे में धारणाओं की एक श्रृंखला बनाते हैं और हम लगातार संचार के सभी रूपों उपकरणों प्रक्रिया कर्मचारियों और उनकी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं जो उपभोक्ता को सेवा प्रदान करते हैं व्यावसायिकता का चित्रण गुणवत्ता का पालन ग्राहक के कल्याण में गहरी आस्था हम स्पर्श बिंदुओं के माध्यम से और सेवा प्रवाह के माध्यम से लगातार इन्हे प्रोजेक्ट करने में सक्षम हैं हम सेवा के दौरान और सेवा के बाद अच्छी भावना सकारात्मक धारणा बनाने में सक्षम हैं इसलिए जाहिर है जैसा कि आप फ्रंट लाइन कर्मियों स्पर्श बिंदु कर्मियों को देख सकते हैं वे सच्चाई के तथाकथित क्षणों के संरक्षक हैं जहां उपभोक्ता द्वारा उस सेवा की गुणवत्ता के बारे में छापें बनाई जाती हैं इसलिए अधिकांश उच्च संपर्क सेवाओं में जैसे शिक्षा परामर्श की तरह एक चार सितारा पांच सितारा होटल की तरह एक नर्सिंग होम या अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की तरह प्राथमिक राजदूतों में सेवा कर्मी संदेश वाहक इंप्रेशन निर्माता जो अमूर्त सेवा का अनुभव है स्पर्श बिंदु का निजीकरण एक गहन विषय है हमने पहले सप्ताह में अपने अवलोकन सत्रों में संक्षेप में चर्चा की कि सेवा प्रदाता भी मनुष्य हैं उनके पास दुख और खुशी के अलग अलग दिन भी हैं वे विभिन्न बिंदुओं पर खुश और दुखी हैं लेकिन फिर भी हम एक सकारात्मक कार्मिक सेवा दृष्टिकोण चाहते हैं यहां तक कि आंतरिक रूप से वे उथल पुथल में हो सकते हैं जिसके लिए हमें विशेष प्रशिक्षण विशेष गुण विशेष संगठन सिस्टम संरचना और सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता होती है सेवाओं के मामले में जो आवश्यक रूप से उच्च संपर्क नहीं हैं लेकिन दृश्य के पीछे बहुत सारी चीजें हो रही हैं उदाहरण के लिए जब आपने 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर किसी महत्वपूर्ण समय पर किसी को कूरियर कंपनी को एक पैकेट सौंप दिया हो तो यह अपेक्षा या प्रत्याशा भी चिंता और अनिश्चितता से भरी होती है और सही समय पर सही डिलीवरी हो इसके बारे में यह एक निविदा दस्तावेज हो सकता है यह एक आवेदन पत्र हो सकता है यह कुछ चीजों के लिए अधिकारियों के लिए एक घोषणा हो सकती है इन सभी मामलों में यह महत्वपूर्ण है और प्रक्रिया के दौरान जब तक सेवा पूरी नहीं हो जाती है हमें नहीं पता कि यह क्या समय पर हो रहा है क्या मैं इस आवेदन के लिए अंतिम तिथि के साथ ठीक हूं इस सचेत अनिश्चितता से भरे अमूर्त क्षणों के कारण आपको ग्राहक के साथ बहुत सारी जानकारी बहुत सारी प्रक्रिया सामान जो पीछे की जमीन पर चल रहा है के साथ साझा करने की आवश्यकता है तो क्या आप जानते हैं कि सभी कूरियर कंपनियां आपको ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करती हैं कुछ इस सुविधा को दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदान करते हैं जहां आप लगभग घंटे के हिसाब से जान सकते हैं कि आपका पैकेज कहाँ है कभी कभी ऐसी सेवाएँ होती हैं कि वे आपको सक्रिय संदेश प्रदान करेंगी और यह सब करने के लिए आंतरिक रूप से आपके लोगों सेवा कर्मियों आंतरिक विपणन संदेशों के निरंतर प्रवाह के लिए आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण है इसलिए उपभोक्ता के साथ विश्वास पैदा करने के लिए ग्राहक के साथ बाहरी रूप से अच्छी भावना पैदा करने के लिए आश्वासन बनाने के लिए कूरियर कंपनी के रूप में सेवा प्रदाता के रूप में आपकी विश्वसनीयता के बारे में ग्राहक के मन में विश्वास पैदा करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन प्रक्रियाओं पर बराबर ध्यान दें जो आपके लोगों को खुश करती हैं ऐसी प्रक्रियाएँ जो आपके सेवा कर्मियों को अद्यतित रखती हैं आपके सेवा कर्मियों को इस बात की जानकारी देती हैं कि आप कैसा व्यवसाय कर रहे हैं और वे कैसे योगदान दे रहे हैं तो त्रिकोण को संतुलित करने की यह जरूरत है जिस पर हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी एक तरफ बाहरी मार्केटिंग स्पर्श बिंदुओं और सेवा प्रवाह का प्रबंधन और दूसरी तरफ आंतरिक विपणन प्रतिक्रिया सूचना ग्राहक प्रतिक्रिया के प्रवाह का प्रबंधन लगातार आपके लिए स्वयं के लोग साझेदारी बनाने के लिए उपभोक्ता और सेवा कर्मचारियों के बीच की खाई को पाटते हैं जो उत्कृष्ट सेवा के लिए आवश्यक है उत्पादन में इस ग्राहक की भागीदारी हम बाद में इस पर बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे लेकिन इस बिंदु पर मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि ग्राहक अक्सर इस सेवा को बेहतर बनाने के लिए उत्सुकता से भाग लेंगे और वह जानकारी और संसाधन बनाने के लिए लाएंगे अंतिम प्रदर्शन बेहतर क्योंकि उसकी या उसकी भी समान हिस्सेदारी है कि सेवा अच्छी तरह से चलती है यदि आप ज्ञान के साथ उनकी भागीदारी को सक्षम करते हैं जानकारी के साथ उनकी उत्सुकता आपके प्रतिक्रिया तंत्र द्वारा समर्थित है तो पूरे प्रदर्शन पर बेहतर होगा उदाहरण के लिए इन दिनों कई दंत चिकित्सक कक्षों में सर्जरी की प्रकृति को समझाने के लिए बहुत से ऑडियो विजुअल जानकारी प्रदान की जाती हैं व्यक्ति शायद रूट कैनाल उपचार या दांतों के कैपिंग या किसी अन्य प्रक्रिया से गुजरने वाला है उस ज्ञान मुद्रा में रोगी की चिंता का स्तर कम हो जाएगा और यह कि रोगी शांत है और रोगी को बदल दिया जाता है पूरी प्रक्रिया में यह बहुत बेहतर हो जाएगा और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसलिए सेवा प्रदाता और सेवा उपभोक्ता के बीच एक अच्छा ज्ञान आदान प्रदान हो सकता है जिनमें से कुछ को स्वचालित किया जा सकता है उनमें से कुछ स्वयं सेवा प्रौद्योगिकी संचालित हो सकते हैं जो अंततः बेहतर परिणाम बना सकते हैं और निश्चित रूप से इन दिनों सेवाओं के नए आयाम अक्सर बनाए जाते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक जिम में आज के कार्य या संचालन प्रक्रिया की तुलना करते हैं जो एक तरह की सेवा है और अब मांग में अधिक से अधिक है इसलिए एक जिम के बारे में सोचने के बजाय जहां कुछ उपकरण रखे जाते हैं और कुछ प्रक्रियाएं निभाई जा सकती हैं यदि आप ग्राहक की जरूरत के लिए कल्याण में भाग लेते हैं और जिम ग्राहक के लिए उठाए गए कदमों की संख्या के बारे में जानकारी का प्रवाह बनाते हैं तो कैलोरी की संख्या जल जाती है इंच की संख्या किलोग्राम की संख्या स्ट्रोक की संख्या आप एक शामिल ग्राहक एक जानकार ग्राहक बना सकते हैं जो सभी संभावना में एक अधिक संतुष्ट ग्राहक होगा इस स्पर्श बिंदु और फूल की समझ सेवा की अन्य दो चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि प्रसारण के लिए वैकल्पिक चैनल एक संगीत प्रदर्शन एक संगीत गायन या संघ जो एक नाशवान और का एक अच्छा उदाहरण है एक स्ट्रीमिंग सेवा एक टेलीकास्ट सेवा प्रसारण सेवा वास्तविक प्रदर्शन के समानांतर चलकर एक लाइव कॉन्सर्ट की स्ट्रीमिंग के लिए टीवी के सेट अप बॉक्स पर रिकॉर्डिंग के अवसर प्रदान करना या आपकी क्षमता को बाद में देखने के लिए अत्यधिक इंटैंगिबल्स सेवा यूट्यूब ये सभी भिन्नता के प्रबंधन के अलग अलग तरीके हैं और निश्चित रूप से ये कुछ ऐसी ही प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग मांग के अतिप्रवाह को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है इसलिए ऑडिटोरियम भरा होने के कारण अवसर खो गया है और ओपेरा को अब बाहर खड़े लोगों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है इन दिनों आप ओपेरा हाउस के बाहर एक विशाल स्क्रीन बनाते हैं जहां वे लोग जो टिकट नहीं खरीद सकते थे उन्हें नहीं मिल सका टिकट क्योंकि सभागार भरा हुआ है फिर भी बाहर ओपेरा के कुछ हिस्से का अनुभव कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में आप भविष्य के ग्राहक बनाने में सक्षम हो सकते हैं अगले प्रदर्शन के लिए व्यक्ति अगले सप्ताह वापस आ सकता है इसलिए ये कुछ छोटे उदाहरण हैं हम इसे बाद में और अधिक विस्तार से देखेंगे और हम इन क्षमता का प्रबंधन कैसे करेंगे और बेमेल मांग मांग प्रबंधन प्रणाली सेवा प्रबंधन में क्षमता प्रबंधन प्रणाली हम और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे यह सिर्फ एक पारित करने में था यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राहक को शामिल करके न केवल हम अमूर्तता को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं न केवल ग्राहक को उसे अधिक ज्ञान और इनपुट देने के लिए हम एक अधिक सूचित प्रतिभागी बना सकते हैं अधिक सूचित सह सेवा से पहले और बाद में अपने सेवा कर्मियों और सेवा उपभोक्ता के बीच संचार का प्रवाह बनाकर निर्माता आप सेवा प्रदाताओं के साथ साथ सेवा उपभोक्ताओं के मन में भी खुशी पैदा कर सकते हैं आप सेवा की पेरिसेबिलिटी जैसी अन्य चुनौतियों के प्रबंधन के लिए उन्हीं तकनीकों या उसी दृष्टिकोण या उसी सेवा दर्शन का उपयोग भी कर सकते हैं हम इस अमूर्त समस्या के थोड़े गहरे अंत में पहुँचेंगे और इन्हें अमूर्तता कहा जाता है सार आप वास्तव में समझ सकते हैं उदाहरण के लिए यह फोन एक ठोस वस्तु है इसलिए जो वजन मुझे लगता है वह लगभग उस वजन के समान होगा जिसे आप महसूस करेंगे यदि आप इस फोन स्क्रीन रंग इन सभी को किसी भी उपभोक्ता के लिए वस्तुनिष्ठ सचार करेंगे जो इसे लेता है लेकिन सेवा में यह अमूर्त प्रकृति है क्योंकि आपके पास सेवा के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं है इससे पहले कि यह गैर अस्पष्टता समस्या है और प्रत्येक सेवा लगभग अद्वितीय है कोई आयामी भौतिक पत्राचार नहीं है और इसलिए यह कुछ हद तक अमूर्त और अंत में हो जाता है कई सेवाएं काफी जटिल हो सकती हैं इसलिए वे एक समस्या पैदा करते हैं जिसे हम मानसिक अशुद्धता कहते हैं इसलिए जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि सीटी स्कैन के बारे में पूरा नाम कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी है अब आपके दिल और हृदय क्षेत्र रुकावट की स्थिति और इतने पर जानने के लिए गैर इनवेसिव सेवा के लिए बहुत तेज़ गति और अल्ट्रा फास्ट कम्प्यूटेड टोमोग्राफी का उपयोग करने के लिए एक नई सेवा उपलब्ध है जिसके लिए पहले बहुत अधिक जटिल था अगर सर्जरी भौतिक वस्तुएं आपके आंतरिक अंग को छूती थीं अब यह सेवा जटिल है इसलिए कई लोग इसे पूरी गहराई से समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए हमें अपने संचार में और साथ ही इन गहरी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी सेवा प्रस्तुति में अन्य प्रतिक्रियाएँ बनानी होंगी और हम इसे अगले सत्र में लेंगे